प्रिय प्रतिभागियों बॉडी लैंग्वेज पर हमारी चर्चा के अंतिम सप्ताह में आपका स्वागत है इस मॉड्यूल में हम पैरालेंग्वेज को लेगे और यह अशाब्दिक संचार के पहलुओं के संदर्भ में है पैरालेंग्वेज आवाज़ में बयान एक शब्द के अर्थ को छोड़कर सब कुछ है हम कह सकते हैं कि मौखिक का पता लगाने के बाद इसे छोड़ दिया जाता है और इसे भाषण से सामग्री या अर्थ माना जाता है जैसा कि नाम से पता चलता है यह भाषा की परिधि पर मौजूद है पैरालंगुज को मेटा कम्युनिकेशन का एक घटक माना जाता है यह तत्वों के लिए है जैसे स्वर गति पिच ठहराव लय मात्रा तनाव और स्वर संशोधित करते हैं जो हम बोलना चाहते हैं और उसी समय उस शब्द की बारीकियों पर भी हम यह समझ सकते हैं कि सभी मौखिक संदेशों में पारिभाषिक घटक होते हैं क्योंकि हर संदेश न केवल शाब्दिक समझ के साथ जुड़े शब्द के अर्थ का संचार करता है लेकिन उस समय में एक व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्दों को जोड़ने के लिए भावनात्मक पहलुओं में अर्थ और भावनाएँ है हम कह सकते हैंकी उस भाषा में बोला शब्द हम कैसे कहते हैं अधिक महत्वपूर्ण है न की हम क्या कहते हैं अध्ययन के एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में 1950 के दौरान जॉर्ज एल ट्रेजर पर काम किया था

यह इन दो अन्य लोगों के सहयोग से था जिन्हें जॉर्ज ट्रेजर ने भाषा विज्ञान की समझ से विकसित किया था ट्रेजर ने वर्णनात्मक भाषा विज्ञान का उपयोग पैरालैंगज मॉडल पर काम कर के किया और उनके निष्कर्षों 1958 और 1960 के दशक की शुरुआत में प्रकाशित हुए थे इस क्षेत्र में बाद के जांच अनुसंधान के काम के लिए नींव रखी गई हैखासकर संस्कृति में पक्षाघात के बीच अंतर्संबंध एक वक्ता किसी विशेष सामग्री को कैसे सत्यापित करता हैपैरालुंगेज इसका अध्ययन है उपसर्ग पैरा का अर्थ है अगल बगल या बगल में होना और उन गतिविधियों को दर्शाता है जो उस शब्द के व्युत्पन्न के लिए सहायक हैं जिसे आधार शब्द द्वारा निरूपित किया जाता है पैरालेंग्वेज इसी तरह सब कुछ है जो भाषा के लिए सहायक है सहायक भूमिकाओं में हम पाते हैं पैरा शब्द के जुड़ाव के लिए कुछ ऐसी चीज की आवश्यकता होती है जिसके लिए बेहतर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है उदाहरण के लिए पैरामेडिक्स में शोधकर्ताओं ने पाया है कि टोन पिच और आवाज़ की गुणवत्ता के साथ साथ बोलने की दर भावनाओं को बताती है जो सटीक रूप से संदेश की सामग्री की परवाह किए बिना हो सकती है उनके निष्कर्षों में रे बर्डविस्टल के साथ विभिन्न शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों को अंग्रेजी वर्णमाला इस तरह से सुनाने के लिए पूछा कि वे श्रोता को कुछ मनोदशा या भावना प्रोजेक्ट करने में सक्षम हो किसी भाषा की वर्णमाला किसी को सामग्री व्यक्त नहीं करती है यह किसी भी भाषा का सबसे तटस्थ घटक है लेकिन इस पाठ को पढ़ने वाले की विशेष भावना को भी दर्शकों लगभग सही ढंग से इंगित करने में सक्षम थे इसलिए इस प्रकार के शोधकर्ताओं ने इस समझ को पृष्ठभूमि दी कि हम जब बोलते हैं तब हम न केवल अर्थ द्वारा अनुमानित सामग्री को आवाज़ देते हैंएक शब्द का शाब्दिक अर्थ बताते हैं लेकिन हम परियोजना और समझ या हम उस शब्द से संबंधित भावनाओं या स्थिति का भी संकेत देते हैं दूसरे लोगों की आवाज़ को सुनने के आधार पर हम आसानी से न केवल दूसरे व्यक्ति की भावनाएँ समझ सकते हैं बल्कि हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के कुछ अन्य पहलुओं को भी समझ सकते हैं हम व्यक्ति के क्षेत्रीय संघों और सामाजिक पृष्ठभूमि को समझ सकते हैं हम उस व्यक्ति के आर्थिक मामलों को समझ सकते हैं हम एक बहुत चतुर कार्य की व्यापक श्रेणियों या कार्य की प्रकृति के आकलन में जिसके साथ वह व्यक्ति जुड़ा हुआ है भी बना सकते हैं साथ ही हम उस व्यक्ति के बौद्धिक स्तर के बारे में भी पता लगा सकते हैं और यही कारण है कि टेलीफोनिक साक्षात्कार अभी भी लोगों को काम पर रखने की प्रक्रिया में सफल उपकरण माना जाता है साहित्य और जागरूकता के विभिन्न पहलुओं में अशाब्दिक संचार हमेशा से रहा है और पैरालेंग्वेज की समझ और इसका हमारे सामाजिक जीवन में महत्व एक स्पष्ट साहित्यिक समझ है इस स्लाइड में हम उसी से डाउनलोड किए गए प्रसिद्ध फिल्म माई फेयर लेडी जो 1964 में रिलीज हुई थी को देखते हैं आप में से बहुत से लोग जानते होंगे माई फेयर लेडी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा अपने नाटक पैग्मलियन के एक नाटक का रूपांतरण है जो उन्होंने 1912 में खर्च किया और जो 1913 में एक राज्य था यह नाटक ब्रिटिश वर्ग प्रणाली पर एक व्यंग्य है और ब्रिटिश वर्ग की हमारी समझ हमारी बातचीत के दौरान एक उचित उच्चारण का उपयोग करने की हमारी क्षमता पर कैसे आधारित है शॉ के चरित्र प्रो हिगिंस का एक विशेषज्ञ है और वह एक कॉकनी फूल लड़की को प्रशिक्षित करने में सक्षम है और इस युवा फूल कॉकनी लड़की को एक दो महीने के भीतर एक डचेस के रूप में अपने मित्र मंडली में पास होने के लिए भी सक्षम है यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि किस तरह से पैरालेंग्वेज हमारे पृष्ठभूमि से जुड़े हमारे व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का सुझाव देता है पैरालैंगज को समझने के लिए हमें इसके साथ जुड़े अलग अलग संकेतों को समझना होगा और ये आवाज की गति की मात्रा हैं आवाज़ की मात्रा हमारी भावनाओं को दिखाती है अगर यह एक कानाफूसी या तेज़ आवाज़ या हम चिल्ला रहे हैं इसलिए यह हमारी भावनाओं और हमारे दृष्टिकोण के साथ साथ हमारी प्रतिक्रिया को भी दी गई स्थिति में प्रदर्शित करती है धीमी आवाज़ हमारी समयबद्धता को हमारे अंतर को दिखा सकती है उसी तरह आवाज़ की गति हमारे दृष्टिकोण और हमारी भावनाओं का सुझाव देता है यदि यह धीमा है तो यह हमारी हिचकिचाहट हमारी तैयारी की कमी हमारे दुःख का सुझाव देती है उदाहरण के लिए अगर यह तेज़ है तो यह आसानी से हमारी झिझक का संकेत देती है इसी तरह हमारे स्वर हमारे उच्चारण और आर्टिकुलेशन की स्पष्टता भी महत्वपूर्ण हैं इन पहलुओं को आगे हम कुछ स्लाइड्स से विस्तार से जानेंगे इसी प्रकार विराम चिह्नों के विकल्प के रूप में हमारी समझ भी महत्वपूर्ण है कुछ विराम शायद अस्थायी हो सकते हैं जो हमारी अनिश्चितता और हिचकिचाहट का संकेत दे सकते हैं जबकि कुछ अन्य शायद नाटकीय ठहराव की तरह जो योजनाबद्ध हैं और दर्शकों की प्रतिक्रिया और हमारी इच्छा को नियंत्रित करने के लिए सामग्री हैं हमारी आवाज़ की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है यह संदेश पहुँचाती है और साथ ही साथ यह संदेश की समझ की सराहना भी करती हैं हमारी आवाज़ हमें एक विशेष शब्द कहने में सक्षम बनाती है हमारी आवाज़ हमें सामग्री को एक विशेष तरीके से देखने में सक्षम बनाती है आवाज़ नियंत्रित करती है कि कैसे हम एक निश्चित बात कहते हैं और एक उच्चारण के विभिन्न पहलुओं पर उच्चारण करके जो कहा गया है उसका अर्थ संशोधित करती है और भावनाओं का एक बड़ा संकेत देती है उदाहरण के लिए हम सभी जानते हैं कि यदि हम एक नीरस पत्थर में बोल रहे हैं तो यह बोर्ड के रवैये का सुझाव देता है यदि हमारी आवाज़ में कम गति और पिच है तो यह हमारे अवसाद को दर्शाता है उच्च पिच सामान्य रूप से उत्साह और उत्सुकता के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन उच्च पिच बोलने से हमारे अविश्वास का सुझाव मिलता है और विस्मयकारी भाषण हमारे रक्षात्मक रवैये को भी दर्शाता है तो आवाज़ के ये पहलु महत्वपूर्ण हैं विभिन्न भाषाई विशेषताओं को समझने के लिए और इसको व्यक्तिगत रूप से विस्तार से लिया जाएगा पैरालेंग्वेज का उपयोग जानबूझकर भी किया जा सकता है ज्यादातर स्थितियों में यह एक अनहोनी है जहां हमारी भावनाओं को स्वचालित रूप से प्रेषित किया जाता है और दूसरे लोग को संकेत दिया जाता है लेकिन संचार को पूरक करने के लिए इससे जानबूझकर तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है यह एक विशेष सामाजिक स्थिति में पारित करने के लिए भी सीखा जा सकता है पैरालेंग्वेज को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है प्राथमिक गुणों के रूप मेंदूसरे संशोधक जो आगे चलकर क्वालिफ़ायर्स और विभेदकों में विभाजित हो सकते हैं और तीसरा विकल्प पैरालेंग्वेज की प्राथमिक गुणवत्ता में हम आवाज़ की विशेषताओं का उल्लेख करते हैं जो व्यक्तियों पिच आयतन प्रतिध्वनि तीव्रता वॉयस रजिस्टर वगैरह की इंटोनेशन की रेंज को अलग करती है क्योंकि इनकी वजह से वोकल कॉर्ड का आकार लिंग उम्र और भूगोल के आधार पर उन्हें विभेदित किया जाता है ये गुण जैविक शारीरिक मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओ के आकार के होते हैं मूल रूप से प्राथमिक गुण और तत्व जिन्हें पहले माना जाता था जैसा कि मौखिक भाषा का अपरिहार्य गठन भी इसके साथ संशोधित या वैकल्पिक पारिभाषिक घटना हो सकता है विभिन्न तकनीकी विकास के बावजूद आवाज़ निरंतर संचार का प्राथमिक उपकरण बनी रही हम पाते हैं कि आवाज़ की अनुपस्थिति अन्य लोगों के साथ संपर्क करने की हमारी क्षमता और हमारे प्रदर्शन को बाधित करती है मानव की आवाज़ अर्थ को व्यक्त करती है या संदेश और भाषण वितरण के सबसे कठिन तत्व के महत्व को बढ़ाती है जो प्रभावी अभिव्यक्ति और आवाज़ मॉड्यूलेशन है आवाज़ जितनी साफ होगी वह अर्थ को अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करेगी और यह हमें बोलने वाले का लिंग पृष्ठभूमि शिक्षा प्रशिक्षण रवैया स्वभाव आदि भी सूचित करती है इसके अंतर्गत हम जिन पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे उनमें पिच भिन्नताभाषण की गति ठहराव और आवाज़ मॉड्यूलेशन या लहराती शामिल हैं ये उन सभी व्यवसायों में है जिनमें हमारा प्रदर्शन हमारी आवाज़ के साथ सीधे जुड़ा हुआ है आवाज़ को पहले एक प्राकृतिक स्तर पर काम करना होता है जब तक कि यह पूर्ण प्राकृतिक क्षमता न हो जाए उदाहरण के लिए गायन अभिनय के साथ साथ पेशेवर वक्ताओं के लिए भी आवाज़ को प्रशिक्षित करना है लेकिन पैरालेंग्वेज में हम उन पहलुओं को देखते हैं जो उन पेशेवरों में आते हैं जहां इस प्रकार के प्रशिक्षण शामिल नहीं है पिच आवाज़ की बदलती तीव्रता को संदर्भित करती है यह संदर्भित करती है कि श्रोता क्या करने में सक्षम है आवाज़ पैटर्न को बढ़ाने और गिरने के लिए यहां उच्च या निम्न तानवाला गुण हैं मानव आवाज़ की पिच लगातार परिवर्तनशील है और हमारे भाषण को प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है जो लोग मोनोटोन में बोलते हैं वे अत्यधिक मोनोटोन बोलने वाले के रूप में आते हैं और दर्शकों तुरंत रुचि खो देता हैं यह जरूरी नहीं है कि जो लोग एक मोनोटोन में बोलते हैं वे कम आवाज़ में बोलते हैंकभी कभी हम महसूस कर सकते हैं कि व्यक्ति के पास तेज़ आवाज़ हो सकती है टोन का ध्वन्यात्मक सहसंबंध है पिच और पिच भिन्नता के साथ और एक शब्द के अर्थ को प्रभावित करने वाली भाषाओं में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं और दर्शकों को संवाद स्पष्ट रूप से समझ आ सकता हैं टोन पैटर्न के आधार पर शब्दों के एकल अनुक्रम के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं जिसके साथ यह बोली जाती है चाहे इसका उत्पादन हो या निरंतर उच्च स्तर पर बढ़ते स्तर या गिरते स्तर पर बोला गया हो पिच भिन्नता स्पीकर के इरादे को व्यक्त करती है उदाहरण के लिए व्यक्ति एक विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में सामने आ सकता हैचेहरे के भाव शायद नियंत्रित कर सकते हैं हाथ मिलाना मजबूत हो सकता है लेकिन अगर आवाज़ स्ट्रीमर है तब दी गई स्थिति में आत्मविश्वास की कमी या तनाव स्पष्ट हो जाता है साँस लेना और तनाव का मिश्रण हैं वे हमें यह निष्कर्ष निकालने में मदद करते हैं कि क्या यह एक बयान या एक सवाल या एक विस्मयादिबोधक है किसी विशेष शब्द पर तनाव का अर्थ बदल सकता है तनाव या तो एक भाषाई हो सकता है या जानबूझकर हो सकता है भाषाई तनाव जो हमारी भाषा प्रशिक्षण का हिस्सा है अन्य लोगों को हमारी शैक्षिक पृष्ठभूमिसामाजिक वर्ग के बारे में बताता है दूसरी ओर एक विशेष शब्दांश पर या एक विशेष शब्द पर जानबूझकर तनाव हमारे अर्थों को बताता है और दूसरे व्यक्ति के प्रति हमारी भावनाओं को इंगित करता है आवाज़ की टोन हमें स्पीकर के व्यवहार और भावनाओं के बारे में बताती है ये संकेत हालांकि हमेशा संदेश के कुल संदर्भ के एक भाग के रूप में लिया जाना चाहिए और कभी एकांत में नहीं लेना चाहिए और हमें इन संकेतों के साथ साथ समग्रता में शब्दों पर विचार करना चाहिएसमग्रता में वाक्य और पूरी तरह से अन्य कीनेसिक्स सुविधाओं के साथ एक उच्चारण के महत्व की व्याख्या को जोड़ती है जिस गति से हम बोलते हैं वह भी महत्वपूर्ण है हम अलग अवसरों अलग गति से बोलते हैं और हम एक संदेश के विभिन्न भागों से अवगत कराते हैं एक गति की गति शब्दों की संख्या के माप से की जाती है अगर बोलने वाला की औसत गति बहुत धीमी है श्रोता ऊब और अधीर हो जाता है दूसरी ओरयदि औसत गति बहुत तेज है तो श्रोता के पास पूरी तरह से संदेश की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है और इसलिए रूचि भी खत्म हो जाएगी तो शब्दों की गति मापी जानी चाहिए यह न तो बहुत तेज़ होनी चाहिए और न ही बहुत धीमी होनी चाहिए इस पिच की गति भी कई मायनों में संबंधित है जिसे हमें वितरित करना है आधिकारिक प्रस्तुति में भी हम पाते हैं कि एक सामान्य नियम के रूप में हम आसान अंश प्रस्तुत करते हैं हमारे संदेश और प्रस्तुति तेज गति और जटिल भागों में सूचना को धीमी गति से पारित किया जाता है क्योंकि यह समझा जाता है कि समझ कठिन या अधिक तकनीकी प्रस्तुति के हिस्से को बेहतर समझ और ध्यान देने की आवश्यकता होती है यह एक ही समय में हमारी भावनात्मक स्थिति को इंगित करता है कि हम तेज तरीके से बात करना चाहते हैं हम चिंता महसूस करते हैं या संचारित संदेश में एक निश्चित आग्रह है दूसरे हाथ पर जब हम आराम करते हैं तो हमारी गति भी आरामदायक हो जाती है सांस्कृतिक पहलुओं में भाषण की दर भी स्पष्ट है शोधकर्ताओं ने इसकी गति पर टिप्पणी की है इटालियंस और अरब देश के लोग टिप्पणी करते हैं कि वे अमेरिका के लोगों की तुलना में तेजी से बोलते हैं उसी तरह हम पाते हैं कि उसी देश के भीतर लोगों के बोलने के तरीके में क्षेत्रीय अंतर भी मौजूद है हम पाते हैं कि कुछ प्रांतों में या के कुछ हिस्सों में देश के लोग तेज गति को अपना सकते हैं जबकि कुछ अन्य लोग धीमी गति अपना सकते हैं भाषण दर में अंतर के कारण संदेश के उद्देश्य को समझने में समस्या होती है इसलिए गति को हमेशा दर्शकों पर ध्यान देना चाहिए और फिर स्पीकर गति में बदलाव लाने में सक्षम होना चाहिए हमारा पैरालेंग्वेज अन्य लोगों को अलग अलग संदेश देता है इन पारिभाषिक विशेषताओं के उदाहरण प्रसिद्ध अमेरिकी सिटकॉम दोस्तों में पिच और टोन को देखा जा सकता है जहां उन्होंने ये प्रफुल्लित करने वाले तरीके से इस्तेमाल किया गया है यदि पिछले वीडियो ने पैरालेंग्वेज से संबंधित पहलुओं को लिया था तो वर्तमान वीडियो से पता चलता है कि स्वर पिच लय पिच और आवाज़ उन लोगों पर कैसे गहरा प्रभाव डालती है जिन्हें बड़े दर्शकों के साथ संवाद करना पड़ता है बराक ओबामा की आवाज़ बहुत स्वाभाविक लगती है लेकिन ज्यादातर राजनेता इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं जो मतदाताओं को प्रभावित करने वाली हो बॉडी लैंग्वेज में विशेष रूप से वॉयस टोन का संचार पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है आम तौर पर जब लोग शब्दों को और अधिक वृद्धि या ध्यान के रूप में कर रहे हैं तो इसकी संभावना है कि उनके पास कोचिंग है इसलिएराजनेताओं की बॉडी लैंग्वेज और खास तौर पर उनकी आवाज़ के बारे में बात की जाती है कि वे कितनी गहरी और धीमी आवाज़ हैं महिलाओं की आवाज़ वास्तव में एक तथ्य है जो पुरुषों के दिमाग का भावनात्मक हिस्सा है इसलिए हम स्वचालित रूप से सोचते हैं कि महिलाएं बोलने के समय कितना भावुक हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू जो हमारी परलिंगुइस्टिक विशेषताओं से संबंधित है वह है विराम बोलने की गति कई विरामों के साथ होती है क्योंकि ये एकतरफ़ा भी हो सकती हैं जब हम इस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या बोलना है तो मनमाने ढंग से विराम देते हैं जो हमारे भाषण के प्रभाव को खराब करते हैं ठहराव जो जानबूझकर हैं और सही समय पर एक योजनाबद्ध ठहराव का हिस्सा हैं हमारे भाषण की सार्थकता पर प्रभाव कैसुरा की तरह नाटकीय ठहराव से बहुत अच्छा है कैसुरा एक लैटिन शब्द है जिसे काटने के लिए यह एक व्याकरणिक सीमा को विराम देता है जो मुखरता के एक बिंदु को संदर्भित करता है सुझाव देने के लिए संगीत में कासुरा शब्द का उपयोग एक मौन विराम के लिए किया जाता है कैसुरा का उपयोग अक्सर कविता में किया जाता है औपचारिक भाषण में भी हम पाते हैं कि यह एक सही ठहराव पेश करने की हमारी क्षमता का सुझाव देती है इस तरह से यह दर्शकों को संदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त करने के लिए तैयार करता है हम बिना रुके लगातार बोल नहीं सकते हैंहम आगामी विषय में इस पर जोर दे सकते हैं एक प्लांट विराम की मदद से तब यह दर्शकों का ध्यान धारण करने में सक्षम होगा एक बातचीत के दौरान उन अनजाने मनमाने ढंग से ठहराव जिसे गैर धारा प्रवाह भी कहा जाता है अक्सर ऊँ ' ऊम्म्' इत्यादि जैसी ध्वनियों के साथ डाला जाता है इन गैर तरल पदार्थों का सावधानीपूर्वक उपयोग भी स्पीकर का प्रवाह जोड़ सकता है और आराम करने का समय दें लेकिन कभी कभी एक अच्छा वक्ता भी अपने आप को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित कर सकता है उदाहरण के लिए उन सभी शिक्षकों को जो किसी छात्र के विशेष प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हैं जानबूझकर इसे पेश करेंगे ताकि वे इन गैर धारा प्रवाह के साथ सुनते रहें और यह उन्हें योजना के लिए समय देगा सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि ठहराव कभी भी आकस्मिक नहीं होना चाहिए यह हमेशा एक पेशेवर संवाद में सावधानीपूर्वक योजना का हिस्सा होना चाहिए प्लांट पौसेस के कार्यों को इस विशेष दृश्य में प्रदर्शित किया जाता है बिल्ड अप सस्पेंस और उस शब्द या वाक्य पर जोर दें जो निम्न प्रकार है वे सुनने वाले को भी समय देते हैं शब्द को विशेष रूप से नाटकीय घोषणा के लिए आत्मसात करें जिसका पालन करने की संभावना है वे अनुमानित भावना के प्रभाव को बढ़ाते हैं और विचार की निरंतरता लाते हैं जिससे श्रोता ऊब जाते हैं संदेश के स्पष्ट संचार के लिए आवाज़ का मॉड्यूलेशन महत्वपूर्ण है सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि हमें ज़ोर से आवाज़ देनी चाहिए ताकि दर्शक हमें सुन सकें बड़ी सभाओं में जब हमें माइक का उपयोग करना होता है तो हमारे पास तकनीकी क्षमता होनी चाहिए इसे ठीक से उपयोग करने के लिए माइक के साथ या उसके बिना हमारी आवाज़ के ज़ोर को हमारे दर्शकों के आकार के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए आगे दर्शकों की रुचि बनाए रखने के लिए आवाज़ उत्साही होनी चाहिए क्योंकि केवल एक उत्साही आवाज़ हमारी रुचि और उत्साह को दर्शकों के लिए व्यक्त करेगी छोटे समूहों में और विशेष रूप से डायडिक वार्तालापों में हमें आवाज़ संशोधन को अतिरंजित नहीं करना है क्योंकि इसे आसानी से चोट पहुँचाई जा सकती है और समझा जा सकता है हालाँकि समूह स्थितियों में हमें आवाज़ मॉड्यूलेशन और विभक्तियों को अतिरंजित करना सीखना होगा विशेष रूप से जब हमें किसी प्रकार की भावना प्रदर्शित या एक बिंदु हाइलाइट करनी होती है एक बड़े समूह में यह आसानी से खो जाता है साथ ही हमें मोनोटोन एक कम ड्रोनिंग आवाज़ से बचना चाहिए यह हमेशा दर्शकों पर एक गंभीर प्रभाव डालती है और बातचीत के लिए उनमें जो भी थोड़ा सा उत्साह हो उसको खो देती है एक बढ़ी हुई मात्रा सामान्य रूप से एक नाराज़ व्यक्ति को इंगित करती है दूसरी तरफ एक स्तर और आवाज़ की मापी गई मात्रा एक बेहतर सहानुभूति का सुझाव देती है जो बात को सुनने के लिए और बातचीत करने के लिए इच्छा रखती है भाषण की बढ़ी हुई दर भी स्पीकर के हिस्से पर जल्दी या अधीरता का संकेत दे सकती है जबकि एक कम दर भी एक चिंतनशील रवैया का सुझाव दे सकती है तो कोमलता और जोर के बीच की मात्रा का जोर सहसंबंध में अंतर कर सकता है अक्सर एक ढीला या तनावपूर्ण चेहरे की मांसलता और हावभाव के साथ पूरी तरह से एक साथ आंतरिक मांसपेशियों का प्रयास उदाहरण के लिए नरम दयालु एपिको एल्वोलर क्लिक हैं बोलने की मात्रा में सांस्कृतिक अंतर भी है और यहाँ मैं एक उद्धृत मार्टिन और चन्नी द्वारा किया गया शोध से स्पष्ट करता हूं उन्होंने पाया है कि मध्य पूर्वी लोग जोर से बोलते हैं क्योंकि वे शक्ति और ईमानदारी जोड़ते हैं उनके लिए कोमलता से बोलना कमजोरी या ईमानदारी में एक प्रभाव होगा जर्मन भी यह शोध महसूस करते हैं कि एक व्यक्ति के बोलने के दौरान कमांडिंग टोन का उपयोग करना बेहतर है क्योंकि यह आत्मविश्वास से लैस होगा दूसरी ओर फिलीपींस के लोग धीरे से बात करते हैं एक नरम भाषण को शिक्षा और अच्छे शिष्टाचार के साथ जोड़ते हैं उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि जापानी भी अच्छे शिष्टाचार के साथ नरम आवाज़ का उपयोग करते हैं और यह सोचते हैं कि ऊँची आवाज़ में बोलना एक व्यक्ति में आत्म नियंत्रण की कमी है शहर के शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि एक भाषण की मात्रा शहर के घनत्व से भी वातानुकूलित है वह व्यक्ति जिसने जीवनकाल किसी घनत्व में बिताया हो अपेक्षाकृत धीमी आवाज़ का उपयोग करता एक ऐसे व्यक्ति की तुलना में जिसने बहुत कम आबादी वाले स्थान पर जीवन बिताया है और वे जो लोग कम आबादी वाले स्थानों से हैं वे अधिक मात्रा का उपयोग करते हैं एक और पहलू जिस पर हमें विचार करना है वह है संशोधक यह दूसरी भाषा श्रेणी है और सम्मिलित अर्हक और विभेदक मुखर प्रभाव की कारकों द्वारा उत्पादित एक श्रृंखला है उदाहरण के लिए श्वसन वायु की दिशा और विशेषताओं की तरह यह मुखर बैंड में नियंत्रित किया जाता है और वे किस तरह से नरम तालू की स्थिति से ग्रसनी के कुछ परिवर्तनों से कंपन करते हैं क्योंकि शरीर के तनाव और अंगों की स्थिति में निर्मित होता है शारीरिक विन्यास द्वारा भी होंठ और निचले जबड़े का आकार यह भी व्यवस्थित किया जा सकता है क्योंकि वे विपरीत सेट में पर्यवेक्षक को पहले दिखाई देते हैं लेकिन इन ध्रुवीय जोड़े की शर्तों के रूप में कई डिग्री भिन्न हो सकते हैं जो हम अपने स्वयं के विश्लेषण के लिए चाहते हैं एक मध्य बिंदु से पोयाटोस ने कॉल मध्यम करना पसंद किया है सामान्य के बजाय और अलग अलग संशोधकों के दो समूहों को वे हैं क्वालीफायर तथा दूसरे विभेदक है क्वालिफ़ायर्स प्रभाव उदाहरण के लिए अजीब आवाज़ कठोर आवाज़ तनावपूर्ण आवाज़ और अन्य लोगों द्वारा बनाई गई ग्रसनी नियंत्रण और नासिका शामिल हैं आवाज़ की गुणवत्ता के मामले में वक्ता एक दूसरे से भिन्न होते हैं और हम इस क्षमता के कारण केवल फोन पर भी व्यक्तिगत आवाज़ पहचानने में सक्षम हैं वे विशेष उद्देश्यों के लिए अपनी आवाज़ में काफी भिन्नता भी पेश करते हैं इस क्षेत्र में हुई शोध ने हमें अजीब आवाज़ सांस की आवाज़ और कठोरता जैसे शब्दों के अर्थ की बेहतर समझ के साथ सुसज्जित किया है भले ही इन शब्दों का उपयोग पहले कम्बल के रूप में किया जाता था लेकिन अब वैज्ञानिक व्याख्याएँ इन शब्दों की बेहतर समझ और अर्थ के लिए हमें सक्षम किया है लरयंगीलीज़ेड आवाज़ को अजीब आवाज़ के रूप में जाना जाता है अमेरिकी अभिनेता विन्सेन्ट प्राइस अपने शानदार क्रीकी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है और इसे हमेशा इस क्षेत्र में काम करने वाले शोधकर्ताओं द्वारा संदर्भित किया गया है एक भावपूर्ण आवाज़ भावुक भाषण के साथ जुड़ा हुआ है यह जैसे एक उच्छ्वास है सांस और आवाज़ का मिश्रण यह कहने के लिए पूरी तरह से आवाज़ नहीं है हम इसे अक्सर टीवी विज्ञापन जो इत्र की बिक्री या कपड़े की चिकनाई की टिप्पणियों पर आधारित हैं इसके उपयोग में पाते हैं उदाहरण के लिए कोई भी विज्ञापन जिसमें भावनात्मक प्रतिक्रिया जुड़ी हुई होती है यह अक्सर मैं तुमसे प्यार करता हूँ के आघात के चरण द्वारा निर्मित होता है यह थकावट की स्थिति में भी प्रकट होता है जिसमे एक कठिन निर्णय या प्रश्न का सामना करना पड़ रहा है यह अक्सर इन स्थितियों में कुछ कानाफूसी के साथ संयुक्त है हम मर्लिन मुनरो के उदाहरण को उद्धृत कर सकते हैं जो अपनी दमदार आवाज़ के लिए जानी जाती है कठोरता एक असहनीय खुरदरी आवाज़ से संबंधित है जो कि लैरिंजियल स्ट्रेन तनाव अत्यधिक मुखर गुना संपर्क अनियमित कंपन और कम पिच के कारण होती है भाषाओं में हम उदाहरण के लिए समान पर्यायवाची शब्द झंझरी आवाज़ धातु की आवाज़ कर्कश रास्प खुरदरी आवाज़ आदि पाते हैं यह नकारात्मक दृष्टिकोण और क्रोध उपहास इत्यादि जैसी भावनाओं के अर्थ में मौखिक भाषाओं या भाषा भाषी विकल्पों के साथ साथ हिंसक भावनाएँ जोड़ता है कर्कश आवाज़ को शुष्क और खुरदुरे के रूप में समझा जाता है कुछ मामलों में इसे सकारात्मक माना जा सकता है कुछ महिलाओं के संदर्भ में आकर्षक कामुक भी माना जा सकता है हालाँकि इसे उन संदर्भों में एक नकारात्मक गुण के रूप में भी समझा जा सकता है जहां महिलाओं को पितृसत्तात्मक संदर्भ में माननिश के रूप में आंका जा रहा है व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए इसे अधिक सामान्य गहरे मृदु या कर्कश आवाज़ से जोड़ा जा सकता है कर्कश स्वर सामान्य रूप से खुरदरी आवाज़ के विकृति रूपों पर लागू होता है यह नकारात्मक गतिविधियों एक खराब छवि या खराब स्वास्थ्य को व्यक्त करने वाली वक्ता की छवि जैसी लगती हैं विभेद मौखिक शब्दों के संशोधन हैं जो स्वतंत्र रूप से होते हैंलेकिन कभी भी भाषा से जुड़ी व्याख्याओं से रहित नहीं होते हैं जिसमें वे ध्वनि निर्माण शामिल हैं जैसे हँसी रोना वगैरह अधिकांश विशिष्ट भेदभावों को उनकी मूल विशेषता और डिग्री के अनुसार समूहीकृत किया जाता है बुनियादी विशेषताओं उदाहरण के लिए उन लोगों की ओर इशारा करते हैं जो हंसी को अलग अलग बारीकियों के साथ एक पूरी कक्षा और सांस्कृतिक और उप सांस्कृतिक किस्में भी बनाते हैं अधिक सामान्य विभेदक जैसे रोने हँसने शिकायत करने आदि के साथ तेज़ आवाज़ में कानाफूसी करना समानार्थक शब्द में शामिल है कुछ संशोधन कारक जो विभेदकों के लिए जा सकते हैं वे कंडीशनिंग पृष्ठभूमि के कारण हो सकते हैं और उन्हें अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए उदाहरण के लिए एक व्यक्ति मुंह में एक पाइप के साथ बोल रहा हो सकता है या कुछ स्वास्थ्य कारणों से विशेष प्रकार की आवाज़ की गुणवत्ता हो सकती है अल्टरनेट्स वगैरह के रूप में वर्णन कर सकते हैं प्रगतिशील ध्वनियाँ सामान्य भाषा में वैकल्पिक रूप से अधिक होती हैं उदाहरण के लिए एक समझ शारीरिक दर्द स्वैच्छिक और साथ ही साथ अनैच्छिक पहलुओं के एक हानिकारक एफएफ के आतंक से विकल्प दिखाई दे रहे हैं उदाहरण के लिए एक स्वैच्छिक जीभ पर क्लिक करने की गति और अनैच्छिक प्रतिक्रिया "ऊह" यदि अचानक एक चोट लगी है तो वे पूरी तरह से सचेत या बेहोश हो सकते हैं जबकि अधिकांश अविवाहित हैं हम पाते हैं कि कुछ को फ़िनोम में व्यक्त किया गया है जैसे पूह बोह त्ज़ त्ज़ वगैरह कई अन्य कोई स्पष्टता नहीं दिखाते हैं और मुख्य रूप से श्रव्य वायु घर्षण जैसे एक पूर्व भाषण ग्रसनी अंतर्ग्रहण या अधीरता का एक निशान सूँघना होते हैं विभेद वैकल्पिक भी हो सकते हैं हालांकि विकल्प उचित भाषाई संरचना को संशोधित नहीं करते हैं जबकि विभेदकों जैसे हँसी के पूरे हिस्सों को कवर कर सकते हैं भाषण प्राथमिक गुणों और क्वालीफायर के साथ इसे विकृत करता है वे मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं में अंतर करते हैं लेकिन हमेशा सार्वभौमिक नहीं होते हैं उदाहरण के लिए स्पेनिश में हम अय कह सकते हैं तो हम कहते हैं कि पैरालिंजेज नॉनवर्बल संचार का एक महत्वपूर्ण पहलू है यह हमारी भावनाओं मूड पृष्ठभूमि वगैरह की स्पष्ट समझ श्रोता को देता है भाषा कभी भी तटस्थ कमोडिटी में नहीं होती है हमें विभिन्न आयामों वाली भाषा मिल सकती है धन्यवाद